आज हम सेमी इनफिनिट प्रणाली देखने जा रहे है हमने पूरे समय सीमा मूल्य प्रणालियों को देखा था जहां आपके पास विशिष्ट तापमान या विशिष्ट फ्लक्स हैं जो कि किसी भी सीमा में निर्दिष्ट हैं जब हमने विस्तारित सतहों पर चर्चा की तो हमने सेमी फिनिट प्रणाली को बहुत संक्षेप में देखा था हम आज और अधिक विस्तार के साथ सेमी इनफिनिट प्रणाली में कंडक्शन को देखने जा रहे हैं तो मान लीजिए कि हम एक सतह पर विचार करते हैं जो वास्तव में एक दिशा में अनंत तक फैली हुई है यह x है और यह x बराबर 0 है और यह अनंत तक जाता है हम यह देखने जा रहे हैं कि सेमी इनफिनिट प्रणाली में ट्रांसिएंट कंडक्शन को कैसे चिन्हित किया जाए हम सेमी इनफिनिट प्रणाली में ट्रांसिएंट देखने जा रहे हैं जब हमने विस्तारित शोपीस पर चर्चा की तो हमने उसे स्थिर स्थिति में देखा तो आइए देखें कि क्या होता है जब ट्रांसिएंट वास्तव में इस प्रणाली में समय की धुरी पर किस तरह की भूमिका निभाता है तो हम मान लेते हैं कि सतह का तापमान Ts है और यदि यह प्रारंभिक तापमान है तो सेमी इनफिनिट प्रणाली का तापमान मान लीजिए कि Ti प्रारंभिक तापमान है और यह अवास्तविक नहीं है इसलिए यदि आपके पास उदाहरण के लिए एक बहुत लंबी चीज है यदि आप उदाहरण के लिए किसी झील में कंडक्शन को देखना चाहते हैं आपके पास एक सतह है जो एक निश्चित तापमान पर बनी रहती है और यह एक बहुत बड़ी झील है तो आप सिद्धांत रूप में मान सकते हैं कि यह एक सेमी इनफिनिट प्रणाली है कुछ स्वीमिंग पूल में हीटिंग भी एक खास तरीके से किया जाता है ऐसे स्विमिंग पूल हैं जहां पानी का तापमान हमेशा बना रहता है तो आपके पास अलग अलग स्थानों पर हीटर लगाए गए हैं और पानी का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कंडक्शन प्रक्रिया कैसे होती है जब कोई तैर रहा हो तो कंडक्ट कन्वेक्शन होगा लेकिन हम कहते हैं कि जब कोई तैर नहीं रहा है तो पानी विस्थापित नहीं होता है और यह मुख्य रूप से कंडक्शन है जो टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित कर रहा है मेरा मतलब उस तरह की प्रणाली में हीट ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया है तो मान सकते है कि एक सेमी इनफिनिट प्रणाली है यदि यह एक बहुत लंबा स्विमिंग पूल है हीटिंग तत्वों को कहां रखा गया है इस पर निर्भर करते हुए कोई भी अलग अलग मामलों में सेमी इनफिनिट प्रणाली को मान सकता है तो यहां होने वाली सभी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या है यह सिर्फ कंडक्शन है अगर मैं मान लेता हूं कि हीट उत्पादन 0 है और मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि सतह का एक सिरा एक निश्चित सतह के तापमान Ts पर बना रहे और एकमात्र प्रक्रिया जो हो रही है केवल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ही कंडक्शन है कंडक्शन ही एकमात्र ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है तो मॉडल क्या है तो मॉडल k d स्क्वायर del स्क्वायर T बटा del x स्क्वायर बराबर rho Cp है जो कि मॉडल है इसलिए हम इस d x स्क्वायर को 1 बटा अल्फा के बराबर फिर से लिख सकते हैं जहां अल्फा k बटा rho Cp सेमी इनफिनिट प्रणाली की थर्मल डिफ्फुसिविटी है जिस पर हम विचार कर रहे हैं सीमा की शर्तें क्या हैं T पर x 0 के बराबर Ts के बराबर है और T x पर अनंत की ओर प्रवृत्त होता है Ti द्वारा दिया जाता है यह 0 नहीं है क्योंकि यह इनफिनिट प्रणाली है आप उम्मीद कर सकते हैं कि सतह के एक छोर से स्थानांतरित होने वाली हीट की मात्रा उस प्रणाली के दूसरे छोर तक पर्याप्त रूप से प्रवेश नहीं कर पाती है जिसे हम देख रहे हैं इसलिए इनफिनिट के बराबर x पर आप उम्मीद करेंगे कि तापमान उस विशेष श्रृंखला के समान प्रारंभिक तापमान पर बना रहे और हम प्रारंभिक शर्त लिख सकते हैं तो इसे एक आइजन वैल्यू समस्या में अनुवादित नहीं किया जा सकता है पिछले 7 व्याख्यानों में हमने जो भी आइजन वैल्यू समस्या पद्धति का उपयोग किया है वह यहां काम नहीं करेगी क्योंकि सीमा में से एक अनंत है तो यह स्पष्ट रूप से सीमित समस्या नहीं है इसलिए हमें थोड़ा अलग तरीके का उपयोग करने की आवश्यकता है तो जिसे समानता परिवर्तन विधि या समानता वेरिएबल विधि कहा जाता है मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि समानता का ब्यौरा क्या है जो लोग गणित में रुचि रखते हैं आपको इस पेपर को पढ़ना चाहिए समीकरण का सामान्य समानता समाधान बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है और लेखक ब्लुमेन और कोल हैं और यह 1969 में प्रकाशित जर्नल ऑफ मैथ एंड मैकेनिक्स वॉल्यूम 18 में है इस तरह के कई अलग अलग गर्मी समीकरणों के लिए समानता समाधान कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए इसका एक बहुत ही सामान्य ढांचा समन्वय प्रणाली प्रदान करता है अलग अलग समय के लिए समानता वेरिएबल का उपयोग करने के तरीके पर यह एक बहुत ही सामान्य तरीका है यह आपको संक्षेप में यह भी बताता है कि समानता वेरिएबल को कैसे खोजा जाए लेकिन यह समानता वेरिएबल है और एक सहज तर्क का उपयोग कर सकते है कि यह समानता वेरिएबल क्यों होना चाहिए उदाहरण के लिए हमने कहा कि जब x अनंत तक जाता है तो समाधान बनाए रखा जाता है उस स्थान पर तापमान प्रारंभिक तापमान पर ही बना रहता है जो कि T पर समान तापमान 0 के बराबर होता है तो प्रक्रिया जो x दिशा में घटित हो रही है और समय संबंधित होना चाहिए क्योंकि किसी स्थान पर तापमान प्रारंभिक स्थिति के समान तापमान ही हो जाता है तो यही कारण है कि x आयाम में होने वाली प्रक्रियाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है और समय समन्वय करता है एक पल के लिए आप समय समन्वय को xyz के समान समन्वय प्रणाली के रूप में मान सकते हैं इसलिए उन्हें एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए क्योंकि सीमा की शर्तें ऐसा निर्दिष्ट करती हैं यदि आप इस सामान्य समानता पद्धति को देखते हैं यदि इसका अनुसरण करते हैं तो आपको जो मिलेगा वह यह है कि समानता वेरिएबल ईटा है जो x द्वारा 4 के स्क्वायर रूट द्वारा अल्फा t में दिया जाता है अल्फा क्या है यह थर्मल डिफिसिटिविटी है तो यह आपको प्रति इकाई समय में प्रसार की सीमा बताता है जब आप समय से गुणा करते हैं तो आपको उस दूरी का स्क्वायर मिलता है जो उस समन्वय प्रणाली में ऊर्जा ने तय की है और उसका स्क्वायर रूट आपको बताएगा कि कंडक्शन प्रक्रिया के कारण मुक्त ऊर्जा ने कितनी दूरी तय की है तो यही कारण है कि x की स्केलिंग 4 अल्फा t के स्क्वायर रूट से होती है तो यह 4 स्केलिंग तर्क से आता है जिसे आप इस विशेष पेपर में देखेंगे तो तर्क यह है कि अल्फा प्रसार थर्मल प्रसार की विशेषता है और अल्फा T का अल्फा और स्क्वायर रूट कुछ अर्थों में आपको बताता है कि प्रसार की विशेषता लंबाई क्या है तो अल्फा T का स्क्वायर रूट प्रसार की विशेषता लंबाई है ध्यान दें कि कोई स्पष्ट लंबाई का पैमाना नहीं है यही कारण था कि हम eigenvalue समस्या पद्धति का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे उस दिशा में कोई स्पष्ट लंबाई पैमाना नहीं है तो लंबाई के पैमाने को अल्फा T के स्क्वायर रूट के रूप में परिभाषित कर सकते है जो कुछ अर्थों में आयामी रूप से थर्मल प्रसार लंबाई के बराबर है और इसलिए हम इसका उपयोग x दिशा के लिए स्केलिंग कारक के रूप में करते हैं और इसी तरह इस समानता वेरिएबल को परिभाषित किया गया है तो अब यह 4 मैंने आपको बताया था कि यह सामान्य विधि से आता है यदि आप इसे ठीक से उपयोग करते हैं तो 4 एक स्केलिंग कारक के रूप में सामने आएगा यह परिवर्तन वेरिएबल है जिसका हम उपयोग करेंगे तो अब हमें dT द्वारा dt को परिभाषित करने की जरूरत है हमें उस विशेष समानता वेरिएबल में सभी अंतरों को बदलना होगा तो हम श्रृंखला नियम का उपयोग कर सकते हैं dT by d eta इंटो d eta by dt वह कुल वेरिएबल है डू एटा बाय डू t क्या है आप यहां से पा सकते हैं यह क्या है माइनस डू एटा बाय डू t माइनस 1 बटा 2 4 अल्फा गुणा x विभाजित 4 अल्फा t स्क्वायर रूट 4 अल्फा t है तो वह माइनस x बटा 2 t होगा 4 alpha t का स्क्वायर रूट वही पहला डेरिवेटिव है तो वह माइनस 1 बटा 2 x बटा t गुणा 1 बटा 2 x कितना होगा इसी तरह हम dt by d eta dou eta by dou x लिख सकते हैं वह होगा dou eta बाय dou x हैं 1 बाय रूट 4 अल्फा t तो वह 1 बटा स्क्वायर रूट 4 alpha t गुणा dt by d eta होगा और हमें dx बटा d x का दूसरा डेरिवेटिव d बटा dx लिखना है तो वह 1 बटा 4 alpha t गुणा d स्क्वायर t बटा d eta स्क्वायर होगा तो अब हमने अपने नए वेरिएबल के संदर्भ में डेरिवेटिव पाया है अब हम इसे मॉडल समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं 1 बटा 4 alpha t गुणा d स्क्वायर T बटा d eta स्क्वायर होगा जो कि 1 बटा अल्फा गुणा माइनस x माइनस x बटा 2 t गुणा 4 alpha t से d T by d eta का स्क्वायर रूट तो अब हम थोड़ा बीजगणित कर सकते हैं समान पदों को रद्द कर सकते हैं तो यह होगा d eta बटा d स्क्वायर घटा 2 eta गुणा d T बटा d eta है तो यह वह होगा जो नए वेरिएबल के संदर्भ में मॉडल समीकरण होगा तो क्या हुआ है क्योंकि हमने प्रक्रियाओं को x दिशा में होने वाली कंडक्शन प्रक्रिया से संबंधित किया है और प्रसार होने में लगने वाला समय हमने वास्तव में वेरिएबल की संख्या या आयामों की संख्या को कम कर दिया है यदि आप समय को एक आयाम के रूप में उपयोग करते हैं अब हमने जो कुछ भी व्यक्त किया है वह एक ode के रूप में है हमने समानता वेरिएबल का उपयोग करके pde को ode में घटा दिया है सीमा की शर्तें क्या हैं T पर x बराबर 0 कभी भी t T के बराबर होता है या यह हमारे नए वेरिएबल में अनुवाद करता है X बराबर 0 eta बराबर 0 है तो 4 अल्फा T के रूपांतरण वेरिएबल x pi स्क्वायर रूट को याद रखें तो T एट eta बराबर 0 है T s इस सीमा की स्थिति के बारे में क्या है तो यह कहता है कि जैसे ही eta अनंत में जाता है Ti होगा प्रारंभिक स्थिति के बारे में क्या ऐसा ही है क्योंकि जब आप T0 eta डालते हैं तो अनंत दाईं ओर जाता है तो ऐसा होगा यह एक दूसरे क्रम का साधारण अंतर समीकरण है तो हमें केवल 2 सीमा शर्तों की आवश्यकता है समानता वेरिएबल के कारण हमने उपयोग किया है 2 सीमा शर्तों की आवश्यकता है कि वे नई समस्या के लिए एक सीमा की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं तो यह सही समस्या है तो इसे हल करने का तरीका यह है कि इस समीकरण को डिनोमिनेटर पर dT द्वारा deta लें और एकीकृत तो हम इस समीकरण d बटा deta dT बटा d eta बराबर माइनस 2 eta गुणा dT बटा d eta को फिर से लिख सकते हैं तो वह मॉडल समीकरण है और इस समीकरण को एकीकृत करें dT द्वारा d eta का इंटीग्रल d तो वह मॉडल समीकरण है और इसलिए वह लॉग dT बटा d eta बराबर माइनस eta स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट C1 होगा तो हम इसे d T बटा d eta बराबर C1 घातांक माइनस eta स्क्वायर के रूप में फिर से लिख सकते हैं हम यह मानते हैं कि स्थिरांक कुछ लघुगणकीय रूप है और इसलिए हम इसे केवल C1 के रूप में माइनस eta स्क्वायर के घातांक में लिख सकते हैं तो तापमान T 0 से eta C1 घातीय घटा एटा स्क्वायर प्लस कुछ अन्य कांस्टेंट C2 है तो वह T के बराबर होगा जब eta अनंत में जाता है और eta 0 पर जाता है हमने कहा कि T एट eta बराबर 0 Ts है तो हम इस सीमा की स्थिति को प्रतिस्थापित करते हैं जब eta 0 पर जाता है तो इस इंटीग्रल का क्या होता है तो यहाँ से हम पाते हैं कि C2 Ts के बराबर है और फिर आपके पास eta अनंत तक जा रहा है जो कि Ti है तो वह Ti बराबर इंटीग्रल 0 से अनंत घातांक C1 के बराबर होगा तो यहाँ से हम पाते हैं कि c 1 T1 घटा Ts है जो इंटीग्रल 0 से अनंत तक विभाजित है Ti माइनस Ts इंटीग्रल जो यहां एक डेटा होना चाहिए तो समाधान Ti माइनस Ts इंटो इंटीग्रल 0 टू eta एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस eta स्क्वायर d eta को प्लस Ts से विभाजित किया गया है तो हम इसे फिर से T माइनस लिख सकते हैं Ts से विभाजित Ti माइनस Ts इंटीग्रल विभाजित किया जाता है तो इस नुमेरटर को क्या कहा जाता है क्या किसी ने उस अभिव्यक्ति को पहले देखा है इसे एरर फंक्शन कहते हैं तो यह एक काफी अच्छी तरह से विशेषता कार्य है और 0 से अनंत तक समाकलन जैसा कि पहले ही परिकलित किया जा चुका है तो रूट pi बाय 2 बहुत अच्छा है तो यह माइनस eta स्क्वायर b eta के eta एक्सपोनेंशियल से इंटीग्रल 0 से रूट pi में 2 होगा तो इसे एरर फ़ंक्शन कहा जाता है और यह काफी अच्छी तरह से विशेषता वाला फंक्शन है और एरर फंक्शन के सभी गुण ज्ञात होते है इसलिए हमें वास्तविक तापमान वितरण की गणना करने में सक्षम होना चाहिए जो समस्या का उद्देश्य है कि वह समस्या है वे हमेशा यह निर्धारित करना चाहते हैं कि तापमान वितरण क्या है तो इस पूरी बात को एरर फंक्शन कहा जाता है तो इसे एटा का एरर फंक्शन कहा जाता है इसलिए जैसा कि हमने पिछले कई व्याख्यानों में देखा था हमने कहा था कि जो हम खोजना चाहते हैं वह हीट ट्रांसपोर्ट दर क्या है यही हम जानना चाहते हैं तो यहां जब हम हीट ट्रांसपोर्ट दर कहते हैं तो इसका अर्थ है कि x के बराबर हीट ट्रांसपोर्ट दर 0 के बराबर है हम जानना चाहते हैं कि उस सीमा पर कितनी हीट का परिवहन किया जा रहा है जहाँ तापमान Ts पर बनाए रखा जाता है तो हम यही जानना चाहते हैं तो यह माइनस k द्वारा दिया जाता है जो कि dT में dx द्वारा dx के बराबर 0 के क्षेत्र में है तो एक बार फिर हम चेन नियम का उपयोग कर सकते हैं और हम कहते हैं कि यह माइनस k A गुणा dT बटा d eta गुणा dou eta by dou x है और x बराबर 0 eta बराबर 0 है और हम यही जानना चाहते हैं और इसलिए यह माइनस k Ts माइनस Ti में 2 गुणा रूट pi एक्सपोनेंशियल माइनस eta स्क्वायर में 4 अल्फा T तक उबल जाएगा और eta पर मूल्यांकन किए गए माइनस हाफ की पावर 0 के बराबर है तो वह k होगा माइनस चिह्न में पहले से ही ध्यान रखा गया है तो यह k इंटो A इंटो Ts माइनस Ti को pi अल्फा T के मूल से विभाजित किया जाएगा तो यह हीट ट्रांसफर दर होगी यह वह दर है जिस पर प्रमुख सतह से सिस्टम में हीट ट्रांसफर की जा रही है